ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल पर इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक क्या हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है इसलिए बुनियादी कंप्यूटर हार्डवेयर या बुनियादी कंप्यूटर वास्तुकला की तुलना में हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है जो समझने के लिए पहली चीज है और अगर आप माइक्रोप्रोसेसर जैसे प्लेटफॉर्म को देखते हैं अगर माइक्रोप्रोसेसरों के बारे में जानकारी है तो आप जानते हैं कि यह निर्देशों का एक सेट ले सकता है और उन्हें निष्पादित कर सकता है कुछ भी इतना जो आप करना चाहते हैं वह उस माइक्रोप्रोसेसर की असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने और फिर उसके कुछ हाथ अनुवाद करने और अंत में यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर को उन निर्देशों तक पहुँच मिल गई है और फिर आवश्यक काम किया जा सकता है इसलिए यदि उपयोगकर्ता द्विघात समीकरण की रूट की गणना करना चाहता है इसलिए उपयोगकर्ता द्विघात समीकरण के गुणांक ए बी और सी प्राप्त करने के लिए असेंबली भाषा में एक प्रोग्राम लिख सकता है और फिर रूट गणना करने के लिए प्रोग्राम लिख सकता है यह ठीक है पर ये सब करने के लिए जितना प्रयास उपयोगकर्ता को करना पड़ता है वह वास्तव में काफी मुश्किल होता है इसलिए पहले वाले कंप्यूटर सिस्टम में किसी को हार्डवेयर और उसके साथ एक विशेषज्ञ होना चाहिए वह यह है कि उस बुनियादी हार्डवेयर से कैसे बात की जाए तो उस भाग को एक अंतर्निहित हार्डवेयर सिस्टम द्वारा कुछ सार्थक करने के लिए आपको मास्टर होना चाहिए इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में उसके बाद विकसित हुआ और यह यूजर और बेसिक हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में आया ताकि उपयोगकर्ता का जीवन सरल हो जाए इसलिए यदि प्रोग्राम आसानी से लिखे जा सकते हैं कार्यक्रमों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है और वह सब भी और सिस्टम संसाधन जो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में हैं तो यह एक उचित तरीके में उपयोग हो जाता है इसलिए इस पूरे पाठ्यक्रम में हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह विकास कैसे हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक क्या हैं क्यों व्यक्तिगत घटक महत्वपूर्ण हैं और वे अंतर्निहित हार्डवेयर के साथ कैसे सहभागिता करते हैं इसलिए इसके साथ हम इस पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे और इस पाठ्यक्रम में जिन अवधारणाओं को हम शामिल करने जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं इस विशेष अध्याय में वह क्या है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे मौलिक अवधारणा है जिसे हमें स्पष्ट बनाना है और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अंतरिक्ष ऑपरेटिंग सिस्टम की सटीक परिभाषा मुश्किल है इसलिए विभिन्न लोग इसे विभिन्न कोणों से देखेंगे तो हो सकता है कि यदि कोई उपयोगकर्ता दृश्य में देख रहा है तो हम उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से इसे परिभाषित करेंगे सिस्टम के नजरिए से इसे देखने वाला कोई व्यक्ति सिस्टम के नजरिए के संदर्भ में जानकारी दे रहा होगा तो इस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है की परिभाषा अलग अलग है तो यह कंप्यूटर सिस्टम संगठन पर निर्भर है कंप्यूटर सिस्टम कैसा है सिस्टम में कौन से घटक हैं इसलिए कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन और उसके व्यवहार को अंतर्निहित कंप्यूटर सिस्टम संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है ऐसे मॉड्यूल हैं जो या हार्डवेयर घटक हैं जो हमारे पास सिस्टम में हैं फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को संरचित किया जाता है तो अन्यथा क्या होगा कि कल आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताओं के एक हिस्से को बदलना चाहते हैं यह बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए हमारे पास उस घटक के संदर्भ में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्षों में विकसित होने वाली संरचना है जो उसके पास होनी चाहिए और उनका इंटरैक्शन पैटर्न है तो यह व्यक्तिगत घटक कितनी जिम्मेदारी लेते है जिससे ये अब कम या ज्यादा मानकीकृत है और यदि आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो हम सभी को भी उस लाइन में सोचने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए हमें यह देखना होगा कि घटक क्या हैं या व्यक्तिगत घटकों को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और हमें उन घटकों के पीछे डिज़ाइन के पीछे की सोच द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए तब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन मिला है सिस्टम कैसे संचालित होता है जहां तक टिप्पणियों का सवाल है या यह कुछ ग्राफिकल इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है तो उस पर निर्भर करता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिद्धांत ही अपने आप में मुद्दा है फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की व्यक्तिगत जिम्मेदारियां है जो हमें प्रोसेस मैनेजमेंट मिल गई हैं तो जो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर सिस्टम में करता है वह प्रक्रियाओं के संदर्भ में है तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक मुद्दा है फिर मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम जो आज हमारे पास हैं वे बड़ी मात्रा में मेमोरी रखना चाहते हैं तो अब गीगाबाइट की सीमा में मुख्य मेमोरी होना कोई समस्या नहीं है और टेराबाइट्स की रेंज में डिस्क की सेकेंडरी मेमोरी होना कोई मुद्दा नहीं है इसलिए जो आधुनिक प्रणालियां हैं उनमे इसी सीमा में मेमोरीज हैं लेकिन मेमोरी का इतना होना पर्याप्त नहीं है मुझे इसका सही उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह उपयोग पैटर्न इस मेमोरी प्रबंधन और स्टोरेज प्रबंधन में है जब यह माध्यमिक भाग के लिए आता है तो यह एक माध्यमिक मेमोरी के लिए है जो हार्ड डिस्क या यह ऑप्टिकल डिस्क और सभी है तो वे वास्तव में स्टोरेज हिस्सा हैं तो यह मेमोरी भाग और स्टोरेज भाग का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक बात हमें समझनी चाहिए कि यह मेमोरी और स्टोरेज उनके प्रबंधन में एक बुनियादी अंतर है क्योंकि जब मैं मेमोरी के बारे में बात करता हूं तो यह एक अर्धचालक उपकरण है इसलिए उनका उपयोग समय बहुत कम है और इसलिए उन्हें बहुत तेजी से एक्सेस किया जा सकता है तो प्रोसेसर या सीपीयू और मेमोरी के बीच स्पीड गैप यह मुख्य मेमोरी जो RAM ROM वगैरह है इसलिए यह उस मामले की तुलना में ज्यादा नहीं है जब हमें डिस्क के संदर्भ में सेकेंडरी स्टोरेज मिली हो और ऑप्टिकल डिस्क या किसी भी अन्य सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण तो वहाँ गति एक कारक है तो हम गति के अंतर का कैसे ध्यान रखें यह एक बड़ा मुद्दा है हमारे पास टेराबाइट्स की सीमा में मुख्य मेमोरी नहीं हो सकती है इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हम बहुत बड़े स्टोरेज की तलाश में हैं तो हमें स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज के संदर्भ में उपयोग करना होगा इसलिए उनका प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन जाता है फिर सिस्टम की सुरक्षा और सुरक्षा जो आज हमारे पास है इसलिए वे मल्टी यूजर सिस्टम हैं इसलिए मल्टी यूजर सिस्टम अच्छा है क्योंकि कई उपयोगकर्ता अपने प्रोग्राम चला सकते हैं वे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम दे सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम समय के अनुसार ऐसा कर सकता है लेकिन जो समस्या आती है वह यह है कि सब कुछ हर उपयोगकर्ता बहुत विश्वसनीय नहीं है मुझे कहना चाहिए कि कुछ उपयोगकर्ता हो सकते हैं जो किसी अन्य प्रोग्राम के डेटा को चुरा रहे हैं या कुछ गलत उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता प्रक्रियाएं बना सकते हैं जो अन्य उपयोगकर्ता प्रोग्रामों को नुकसान या क्षति का कारण बनता है तो उस मामले में सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है फिर कुछ डेटा संरचनाएं जो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में हैं वे सिस्टम के मूल संचालन के लिए मुख्य हैं तो कुछ खास बातें जो हमें याद रखने की जरूरत है उदाहरण के लिए उन उपयोगकर्ताओं का समूह जो वर्तमान में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं इसलिए इसे आम तौर पर प्रोसेस टेबल के रूप में जाना जाता है इसलिए हमने सिस्टम में वर्तमान में चल रहे सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है इसी तरह शायद किसी समय में 10 उपयोगकर्ता हैं और 10 उपयोगकर्ता फ़ाइलों पर हेरफेर कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए 20 फाइलें खोली हैं इसलिए मेरे कंप्यूटर सिस्टम में 100 फाइलें हो सकती हैं इनमें से 20 फाइलें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं इसलिए सिस्टम को यह याद रखने की जरूरत है कि कौन सी 20 फाइलें अभी खोली गई हैं तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना चाहिए कि कौन सी फाइलें खुली हैं इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण डेटा या महत्वपूर्ण डेटा संरचनाएं हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के पास होंगी और ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है तो कर्नेल डेटा संरचनाएं वह डेटा संरचनाएं हैं जो सिस्टम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को उनकी पहुंच और प्रदान किए जाने वाले कंप्यूटिंग वातावरण की रक्षा करने की आवश्यकता है आखिरकार उपयोगकर्ता को किस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए इस विशेष अध्याय में हम इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे हम इन सभी अवधारणाओं का अवलोकन करना चाहेंगे और बाद के अध्यायों या बाद की चर्चाओं में हम एक एक करके विषयों को लेंगे और उनमें से प्रत्येक के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे तो जैसे मौलिक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो ये कुछ परिभाषाएँ हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तो यह एक आम आदमी का वर्णन है इसलिए एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के रूप में हम इससे बेहतर परिभाषा दे सकते हैं लेकिन शुरुआत करने के लिए हम केवल इस परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बताती है कि यह एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर यह इंटरफेस नहीं है तो एक उपयोगकर्ता भी अंतर्निहित हार्डवेयर का उपयोग कर सकता है क्योंकि अंतर्निहित हार्डवेयर है वह इलेक्ट्रिकल पल्सेस के एक सेट के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए यदि आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसके द्वारा इन पल्सेस को उचित समय के इंस्टेंट में बेसिक हार्डवेयर को दिया जा सकता है तो काम हो गया इसलिए हमें ऐसा कुछ करना है जो हमारे पास उपयोगकर्ता कार्यक्रम और बुनियादी कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कोई मध्यस्थ हो तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ है तो लक्ष्य क्या हैं तो वहाँ आप हम इसके कुछ लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं पहला लक्ष्य उपयोगकर्ता प्रोग्राम को निष्पादित करना और उपयोगकर्ता की समस्याओं को हल करना तो फिर से यह परिभाषा कि आपका समस्याओं को हल करने को आसान बनाने से क्या मतलब है तो यह मूल रूप से वह अनुभव है जो हमारे पास है उदाहरण के लिए यदि आप आज के कंप्यूटर सिस्टम के इंटरफ़ेस में देख रहे हैं तो उन सभी या लगभग सभी को कुछ विंडो आधारित इंटरफ़ेस ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस मिला है जिसमें यदि आप माउस क्लिक करते हैं तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता है कई उपयोगकर्ता प्रोग्राम निष्पादन से लेकर कुछ सिस्टम ऑपरेशन और सब कुछ लगभग सब माउस क्लिक के माध्यम से किया जा सकता है यदि आप 10 साल पीछे के बारे में कहते हैं तो उस समय इस तरह के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आम नहीं थे और लोगों को कीबोर्ड के संदर्भ में टिप्पणी देनी थी कीबोर्ड से उन्हें कुछ टिप्पणी टाइप करनी होती है और उसी के अनुसार ऑपरेशन किया जाता था इसलिए मूल ऑपरेशन वही रहता है दोनों स्थितियों में शायद आप एक डायरेक्टरी बना रहे हैं या एक फ़ोल्डर बना रहे हैं या आप एक नई फ़ाइल खोलकर या उसके बाद एक नई फ़ाइल बनाकर कर सकते हैं इसलिए मूल संचालन पहले भी वही था और आज भी है लेकिन जिस तरह से आज उपयोगकर्ता को लगता है कि अगर किसी को एक सिस्टम दिया जाता है जहां सभी इंटरफेस कुंजीपटल टिप्पणियाँ के माध्यम से कहे जाते हैं तो शायद कोई भी कोई भी इसे उपयोग नहीं करने जा रहा है और यह इसे मुश्किल बनाता है इसलिए यूजर प्रोग्राम्स को निष्पादित करना और समस्या को हल करना आसान बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है दूसरा लक्ष्य कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग करने के लिए सुविधाजनक बनाना है तो एक बार फिर से मुझे टर्मिनल पर बैठे हुए कई काम करने में सक्षम होना चाहिए जहां आज आप देख सकते हैं कि कई डिस्प्ले में भी कुछ यूएसबी इंटरफेस हैं जिसे आप अपने पेन ड्राइव में लगाकर प्लग कर सकते हैं और वहां से काम कर सकते हैं इसलिए आप इस पेन ड्राइव को तब देखते हैं जब आप इस डिस्प्ले डिवाइस से अटैच करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह डिस्प्ले डिवाइस का हिस्सा बन रहा है तो अंततः इसे मूल कंप्यूटर हार्डवेयर के एक भाग के रूप में माना जाता है लेकिन यह अतिरिक्त काम जो किया जाता है ताकि सिस्टम के सुविधाजनक उपयोग में मदद मिलती है क्योंकि आपका सीपीयू बॉक्स कहीं और स्थित हो सकता है और आप बस अपने कीबोर्ड और इस डिस्प्ले के साथ काम कर सकते हैं फिर एक कुशल तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करें इसलिए मुझे हार्ड डिस्क या माउस कीबोर्ड के साथ सभी कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो आपके पास सिस्टम में हैं इसलिए मुझे एक कुशल तरीके से उन सभी का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए तो यह फिर से टर्म कुशल थोड़ा भ्रमित करती है और इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट नहीं है इसलिए जब आप संसाधन प्रबंधन पर जाते हैं तो यह अधिक स्पष्ट होगा उदाहरण के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं संसाधनों की उपलब्धता संसाधनों की उपलब्धता तब होनी चाहिए जब मैं चाहता हूं फिर ऐसा हो सकता है कि कई उपयोगकर्ता एक साथ संसाधन का उपयोग करना चाहते हों मैं एक बहुत सरल उदाहरण लूंगा मान लीजिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा एक प्रिंटर है अब यह प्रिंटर जब कुछ प्रोग्राम या कुछ प्रक्रिया या प्रोग्राम है या कुछ उपयोगकर्ता प्रिंटर पर कुछ प्रिंट कर रहा है तो उस समय मुझे प्रिंटर को एक्सेस करने और किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए किसी अन्य प्रोग्राम या प्रक्रिया की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि प्रिंटर पर आपको एक उपयोगकर्ता के कुछ पृष्ठ दूसरे उपयोगकर्ता के कुछ पृष्ठ मिलेंगे और वे सभी उलझा देंगे इसलिए इससे किसी का कोई फायदा नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रिंटर पर एक फ़ाइल पर कुछ प्रिंट करने के लिए मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो यह एक बुनियादी सवाल है आदर्श रूप से इसका उत्तर हां है लेकिन उपयोगकर्ता क्या करना चाहेंगे वे इंतजार नहीं करना चाहेंगे ठीक इसलिए अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बाद में देखेंगे वह यह है कि उपयोगकर्ता को प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि उपयोगकर्ता को प्रिंटर पर प्रिंट करना है इसलिए एक फ़ाइल को डिस्क पर डंप किया जाता है और बाद में जब प्रिंटर मुक्त हो जाता है तो उस कंटेंट को प्रिंटर पर प्रिंट करने के लिए डाल दिया जाता है मैं एक साथ एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को प्रिंटर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहा हूं लेकिन साथ ही मैं उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रिंट होने की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बना रहा हूं तो इस तरह से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के संचालन के संदर्भ में सोचने की कोशिश कर सकता हूं जैसे कि मैं इस संसाधनों को एक कुशल तरीके से कैसे उपयोग कर सकता हूं इसलिए दक्षता शब्द को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है कि सिस्टम कितना कुशल है इसलिए इसे परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमें कुछ करना होगा ताकि यह दक्षता सुनिश्चित हो सके कंप्यूटर सिस्टम संरचना की अगर बात करे उन्हें 4 मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम समग्र संरचना को 4 मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है एक हार्डवेयर भाग है जो सीपीयू मेमोरी और आईओ उपकरणों जैसे बुनियादी कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है इसलिए हम जानते हैं कि हमें इस तरह के इंटरफेस मिले हैं तो आपके पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी है तो यह हमारे स्कूल के दिनों से हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह की संरचना होगी और कई IO डिवाइस हैं जो जुड़े हुए हैं इसलिए हमें कई IO डिवाइस मिले हैं और यह IO डिवाइस कीबोर्ड डिस्प्ले वगैरह कहा जा सकता है इसलिए अलग अलग IO डिवाइस हो सकते हैं तो कुछ अर्थों में आप यह भी सोच सकते हैं कि यह आईओ डिवाइस मेमोरी का हिस्सा है क्योंकि आप मेमोरी में क्या कर सकते हैं कि मेमोरी के व्यक्तिगत स्थानों पर जो कुछ पढ़ने और लिखने के लिए काम कर सकते हैं वही काम आईओ डिवाइस के लिए करना है इसलिए यदि यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पर नहीं लिख सकते हैं लेकिन आप उस डिवाइस से पढ़ सकते हैं यदि यह एक आउटपुट डिवाइस है तो आप उस डिवाइस पर लिख सकते हैं लेकिन डिवाइस से नहीं पढ़ सकते हैं और यदि कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों हैं उदाहरण के लिए कुछ डिस्क वगैरह तो उस स्थिति में यह ऑपरेशन को पढ़ना और लिखना दोनों कर सकता है तो कुछ सिस्टम में हम यह सोच सकते हैं कि कोई अलग आईओ नहीं है लेकिन यह आईओ मेमोरी का ही एक हिस्सा है काफी सारे सिस्टम में इस तरह से कल्पना भी करते हैं कि हमें यह आईओ मेमोरी के एक हिस्से के रूप में मिला है तो यह मेमोरी और IO उपकरण कभी कभी उन पर एक साथ चर्चा की जाती है कभी कभी उनकी अलग अलग चर्चा की जाती है बेशक इस अंतर के साथ कि जब मैं सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में बात करता हूं तो यह मेमोरी डिवाइस IO उपकरणों की तुलना में बहुत तेज हैं जो अक्सर स्वभाव में इलेक्ट्रो मैकेनिकल होते हैं इससे संचार में अधिक समय लगता है तो यह पूरी बात हार्डवेयर की है इस से बाहर CPU अगर यह बहुत तेज़ है ठीक है इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में CPU सबसे तेज इकाई है उसके बाद हमारे पास मेमोरी पार्ट आता है तो मेमोरी आप जैसा कि हम परिचित हैं इस मेमोरी को मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित किया जा सकता है यह मुख्य मेमोरी तेज़ है लेकिन यह सीपीयू की तरह तेज़ नहीं है क्योंकि प्रोसेसर तकनीक और मेमोरी टेक्नोलॉजी एक ही दर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए यह मेमोरी हालांकि घनत्व में सुधार कर रही है लेकिन समय और सभी तक पहुंच यह अभी भी एक मुद्दा है और जब सेकेंडरी मेमोरी की बात आती है तो पहुंच और भी एक मुद्दा बन जाता है एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह एक्सेस टाइम क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि जब यह प्रोसेसर या सीपीयू कुछ वैरिएबल कुछ कंटेंट को एक्सेस कर रहा है जो सीपीयू के अंदर हैं तो यह चिप कम्युनिकेशन पर काम कर रहा है लेकिन अगर सीपीयू चिप और मेमोरी चिप वे अलग हैं वे एक बस जैसे की एड्रेस बस डेटा बस नियंत्रण बस वगैरह द्वारा जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति में किसी विशेष लोकेशन की कंटेंट प्राप्त करने के लिए उसे इस बाहरी बस के माध्यम से पहुंचना पड़ता है और जब भी हम ऑफ चिप बस से जाते हैं तो ऑफ चिप बस कम से कम 10 गुना धीमी होती है ऑन चिप सिग्नल लाइनों की तुलना में नतीजतन मेमोरी एक्सेस का ऑफ चिप संचार सीपीयू के भीतर पहुंच की तुलना में धीमा हो जाता है इसलिए यह इस हार्डवेयर उपकरणों को वर्गीकृत करता है जो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम में हैं तो हालांकि सब कुछ हार्डवेयर है लेकिन सब कुछ एक ही गति से संचालित नहीं होता है इसलिए हमें उन्हें और ध्यान से देखना होगा और हमें इस अलग अलग उपकरणों की समय की जरूरत या समय की विशेषताओं को बताना होगा या उन्हें सिस्टम का अच्छा उपयोग करना होगा यह पहला भाग है तो हमें यह एक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में मिला है हमें यह हार्डवेयर डिवाइस मिला है फिर हमें एक और घटक मिला है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है इसलिए यह विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वयित करता है तो यह एक प्रशासकीय जॉब का हिस्सा अधिक है और यह एक समन्वय कार्य है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग किया जाएगा जो अंतर्निहित हार्डवेयर की सुविधा का फायदा उठाने और उपयोगकर्ता को जॉब हल करने के लिए किया जाता है तो ये विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर के उपयोग का नियंत्रण और समन्वय करता है तो तीसरा भाग एप्लिकेशन प्रोग्राम है इसलिए एप्लिकेशन प्रोग्राम वे उन तरीकों को परिभाषित करेंगे जिनमें सिस्टम संसाधनों का उपयोग उपयोगकर्ताओं की कंप्यूटिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है अब एक बार हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करने के बाद इसे उपयोगकर्ता के लिए छोड़ा जा सकता है इसलिए उपयोगकर्ता अब कुछ करने के लिए अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकता है लेकिन मैं एक प्रोग्राम कैसे लिखूं एक प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे उदाहरण के लिए एक सी भाषा प्रोग्राम मिला है मैंने इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखा है अब मुझे इसे कंप्यूटर सिस्टम में डालना है अब यहाँ कठिनाई आती है तो मैं इसे कैसे दर्ज करूं तो कुछ विशिष्ट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिनके द्वारा मैं इसे दर्ज करता हूं लेकिन फिर यह सवाल आता है कि उस सॉफ्टवेयर को किसने डिजाइन किया था किसी ने उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाल दिया है तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर जुड़ा हुआ है जो हमें आगे के कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करता है इसलिए यह फिर से प्रोग्राम का एक सेट है जो हमें और प्रोग्राम के सेट विकसित करने की अनुमति देता है जो अधिक विशिष्ट गणना कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर कंपाइलर वेब ब्राउजर डेटाबेस सिस्टम वीडियो गेम के जैसा इसलिए वे वास्तव में अगले स्तर के प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर आपके साथ हैं और वे उपयोगकर्ता प्रोग्राम को बनाना आसान बना रहे हैं इसलिए अगर मुझे एक दस्तावेज बनाना है और उसे कंप्यूटर सिस्टम में रखना है तो पहले तो मान लें कि वर्ड प्रोसेसर नहीं थे फिर हम इसे कैसे करते हैं तो यह एक बड़ा सवाल है तो मैं इसे कैसे करूं तो शायद मुझे उस मामले में एक प्रोग्राम लिखना होगा जो वर्ड प्रोसेसर के समान है और यह कीबोर्ड से इनपुट स्वीकार करता है क्योंकि उपयोगकर्ता दस्तावेज़ टाइप कर रहा है और इसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहा है इसलिए बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ाइल जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है तो यह वास्तव में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मैं लिखना शुरू करता हूं और जब मैं समाप्त होता हूं तो मैंने एक वर्ड प्रोसेसर विकसित किया है और साथ ही मैंने वह दस्तावेज भी लिखा है जिसे मैं सेव करना चाहता हूं इसी तरह अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा है तो मैं इसे मशीन कोड में बदलना चाहता हूं फिर मैं इसे कैसे करता हूं या तो मैं इसे हाथ से करता हूं इसलिए मुझे उस अंतर्निहित कंप्यूटर सीपीयू और फिर अंतर्निहित प्रोसेसर के मशीन एड्रेस मशीन के निर्देशों का पता है और तदनुसार मैं मशीन भाषा कार्यक्रम लिखता हूं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के समान है अब यह बात अगर अगर कम्पाइलर नहीं होते तो इसे हैंड असेंबली में करना पड़ता अब कम्पाइलर की उपस्थिति में मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है तो एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे स्रोत भाषा प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है इसलिए वे वास्तव में सभी मध्यस्थ हैं जो कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए उपयोगकर्ता की मदद करेंगे इसलिए ये प्रोग्राम कुछ काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं का उपयोग करेंगे और फिर से सिस्टम के उपयोगकर्ताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे तो जैसा कि आप नए और नए अनुप्रयोगों के बारे में सोच सकते हैं इसलिए हर दिन कुछ अन्य ऐसे सॉफ़्टवेयर कुछ एप्लिकेशन प्रोग्राम को सिस्टम में जोड़ा जा रहा है और इस तरह से यह चल रहा है तो यह प्रक्रिया लगातार चल रही है इसलिए अंतिम स्तर पर हमें ऐसे उपयोगकर्ता मिले हैं जो लोग मशीन या अन्य कंप्यूटर हैं इसलिए जब मैं लोगों को कहता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं वे शायद किसी नेट को ब्राउज़ कर रहे हैं मौसम की जानकारी प्राप्त करना कोई व्यक्ति पत्र का लिख रहा है इसलिए यह वर्ड प्रोसेसर का उपयोग कर रहा है कोई व्यक्ति जो किसी वैज्ञानिक गणना के लिए कुछ कार्यक्रम विकसित कर रहा है इसलिए तदनुसार अनुवाद कार्य के लिए कंपाइलरों का उपयोग करना ताकि लोग कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग कर सकें फिर मशीनें इसलिए कुछ मशीन हो सकती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ हस्तक्षेप करने के संदर्भ में है और यह कंप्यूटर पर कुछ कमांड भेज रही है और तदनुसार कंप्यूटर खोज रहा है जो उत्तर के साथ आने वाले डेटाबेस को खोज रहा था और उसे मशीन को वापस दे रहा है तो विशेष रूप से यह कहने के लिए कि क्या मुझे एक रोबोटिक आंदोलन मिला है तो रोबोट वे इस यांत्रिक आंदोलन को करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर किसी भी समय यह ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से अंतर्निहित हार्डवेयर को कुछ कमांड भेज रहा है और वे वास्तव में जवाब दे रहे हैं और फिर उसे लिया जाता है और मशीन को भेजा जाता है और अन्य कंप्यूटर भी ये अनुरोध भेज सकते हैं तो हम कह सकते हैं कुछ वेब ब्राउज़र जो किसी अन्य प्रोसेसर के साथ अन्य कंप्यूटर के माध्यम से हैं इसलिए वे इसे लिंक कर रहे हैं मेरे पास ऐसा कुछ हो सकता है जैसे एक वितरित प्रणाली में कुछ अन्य कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कुछ जानकारी की आवश्यकता हो सकती है इसलिए परिणामस्वरूप यह नेटवर्क पर एक अनुरोध भेजता है और इसका जवाब भी देना होता है तो जैसे कि हम विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में सोच सकते हैं जो कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम घटकों के साथ होते हैं अब यदि आप अधिक विस्तृत फैशन में देखते हैं तो हम इस कंप्यूटर प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं जिसमें हम इस विशेष आरेख के बारे में सोच सकते हैं इसलिए सबसे निचले स्तर पर हमें कंप्यूटर हार्डवेयर मिला है उसके ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर हमें सिस्टम और एप्लिकेशन प्रोग्राम और यह एप्लिकेशन प्रोग्राम सिस्टम मिल गया है और एप्लिकेशन प्रोग्राम या कितने एप्लिकेशन प्रोग्राम जो हमारे पास हो सकते हैं तो कोई सीमा नहीं है तो वहाँ कई चीजें हो सकती हैं जैसे कम्पाइलर टेक्स्ट एडिटर डेटाबेस ये कुछ प्रतिनिधि उदाहरण हैं तो आपके पास इस तरह के कई और अनुप्रयोग कार्यक्रम हो सकते हैं और उपयोगकर्ता अपने काम को पूरा करने के लिए इन प्रणालियों और अनुप्रयोग कार्यक्रमों के साथ बातचीत करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को नियंत्रित करेंगे और विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न एप्लिकेशन प्रोग्राम के बीच इसके उपयोग का समन्वय करेंगे तो यह सबसे महत्वपूर्ण काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है एक चीज हार्डवेयर को नियंत्रित कर रही है तो वह एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय करना है तो ये दो महत्वपूर्ण भाग हैं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक उपयोगकर्ता दो प्रोग्राम चला रहा है और उनके बीच समन्वय करने की आवश्यकता है इसलिए कुछ प्रोग्राम द्वारा गणना किए गए कुछ डेटा वैल्यू को कुछ अन्य प्रोग्राम में भेजना पड़ता है इसलिए स्वाभाविक रूप से और जब तक कि पहले प्रोग्राम ने डेटा वैल्यू की गणना नहीं की है तब तक दूसरा प्रोग्राम इसका उपयोग नहीं कर सकता है तो इन दो कार्यक्रमों के बीच सिंक्रनाइज़ेशन का सवाल है तब हमारे पास यह हो सकता है कि इस तरह से समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है और हार्डवेयर को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा सभी डिवाइस बुनियादी कंप्यूटर को जानकारी भेजना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि कुछ आईओ डिवाइस पर कुछ पर फ्लैश हो जाए तो उपयोगकर्ता भ्रमित हो जाएगा तो वे कैसे नियंत्रित होने जा रहे हैं इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यह नियंत्रण और समन्वय कार्य करना होगा तो आप एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा तो यह भी संभव है क्योंकि मुझे हार्डवेयर का एक टुकड़ा मिला है जो ऐसा होगा जो डेटा पर कुछ हेरफेर कर सकता है हमें कुछ सॉफ़्टवेयर मिले हैं जो हार्डवेयर को नियंत्रित कर रहे हैं और समन्वय कर रहे हैं और कुछ डेटा तत्व हैं जिन पर ये नियंत्रण और समन्वय काम करते हैं इसलिए हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं यह कंप्यूटर प्रणाली के संचालन में संसाधनों के उचित उपयोग के लिए साधन प्रदान करता है इसलिए हम देखेंगे कि यह संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि मैंने कहा कि हमें इस संसाधन को उपयुक्त प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि संभव न हो तो किसी स्थिति में उन्हें एक से अधिक प्रक्रियाओं के लिए नहीं दिया जाए तो इस तरह से समन्वय करना होगा तो यह कुछ अर्थों में यह एक सरकार की तरह एक सरकार के समान है यह स्वयं के द्वारा कोई उपयोगी कार्य नहीं करेगा तो सरकार का काम क्या है इसलिए यह वास्तव में देश के नागरिक को सुविधा प्रदान कर रहा है तो ऐसा ही है इसलिए यह वास्तव में एक सुविधा प्रदाता है या ऐसा वातावरण बना रहा है जिसमें नागरिक शांतिपूर्वक और सभी तरह से रह सकें तो इसी तरह यहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा वातावरण प्रदान कर रहा है जिसमें अन्य कार्यक्रम कुछ उपयोगी कार्य कर सकते हैं तो यह सुविधा प्रदान कर रहा है तो आम तौर पर जब कुछ नहीं हो रहा है इसलिए अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है इसलिए कई बार हम पहले जो करते हैं वह यह है कि हम अंतर्निहित प्रणाली को दोष देते हैं कि यह प्रणाली यह काम नहीं कर रही है कई बार ऐसा होता है कि आप सिस्टम 1 में एक प्रोग्राम की कोशिश करते हैं वहां यह ठीक से चल रहा है आप इसे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सिस्टम 2 में ले जाते हैं और वहां यह काम नहीं कर रहा है तो हम सिस्टम 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम को दोष देना शुरू करते हैं लेकिन मेरे कार्यक्रम में कुछ बहुत विशिष्ट होना चाहिए और जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकताओं के साथ मेल नहीं खाता है तो इस तरह यह समस्या पैदा कर रहा है हमें समझना पड़ेगा इसलिए हमें यह देखना होगा कि जो वातावरण प्रदान किया गया है वह उचित है हमें और अधिक पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भूमिका को समझना होगा हमें 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाने की आवश्यकता है उपयोगकर्ता का दृष्टिकोण और सिस्टम का दृष्टिकोण जैसा कि मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है एक उपयोगकर्ता के रूप में मैं देखता हूं कि एक सिस्टम डिजाइनर के रूप में मुझे क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं इसलिए मुझे यह देखना होगा कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो मुझे उपयोगकर्ताओं को प्रदान करनी हैं तो ये दो अलग अलग कोण हैं जिनसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा जा सकता है इसलिए हम अगले व्याख्यान में इसे जारी रखेंगे